मॉड्यूल 3 यूनिट 9 में आपका स्वागत है आईडी बेस्ड ऑन मेरेल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ID Based on Merrill's first Principles of Learning पिछली इकाई में हमने मेरिल के लर्निंग के पांच पहले सिद्धांतों को समझा वे अपने आप में एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल का गठन नहीं करते हैं इस इकाई में हम मेरिल के लर्निंग के पहले पांच सिद्धांतों पर आधारित इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को समझते हैं यह किसी भी मायने में अद्वितीय नहीं है यह उन संभावित मॉडलों में से एक है जो लर्निंग के सभी पांच प्रथम सिद्धांतों को लागू करेगा रीकॉलिंग मेरिल द्वारा बताए गए सीखने के पांच पहले सिद्धांत हैं टास्क सेंटर्ड प्रिंसिपल एक्टिवेशन प्रिंसिपल डेमोंसट्रेशन प्रिंसिपल एप्लीकेशन प्रिंसिपल इंटीग्रेशन प्रिंसिपल संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि अधिगम एक प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या के संदर्भ में होना चाहिए जो उस कार्य के समान है जिसे सीखने वालों को अभ्यास करते समय हल करने की आवश्यकता होगी एक्टिवेशन प्रिंसिपल अनिवार्य रूप से कहता है कि शिक्षार्थियों को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर एक मानसिक मॉडल को याद करना चाहिए जो नया ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होगा डेमोंसट्रेशन प्रिंसिपल कहता है कि प्रशिक्षक को पहले उस ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए जो शिक्षार्थियों को प्राप्त करना चाहिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल जहां शिक्षार्थी अपने नए अर्जित ज्ञान को लागू करने के लिए एक कार्य में संलग्न होते हैं इंटीग्रेशन प्रिंसिपल कहता है कि इसके अंत में छात्र अर्जित किए गए नए ज्ञान पर प्रतिबिंबित करते हैं मौजूदा ढांचेमौजूदा मॉडल में एकीकृत होते हैं जो उनके पास पहले से ही होते हैं और वे मानसिक मॉडल के संदर्भ में नए ज्ञान को अवशोषित करते हैं मेरिल द्वारा बताए गए सीखने के ये पांच सिद्धांत हैं जैसा कि कहा गया है मेरिल के सिद्धांत अपने आप में एक मॉडल या इंस्ट्रक्शन का एक तरीका नहीं हैं एक आईडी मॉडल जो मेरिल द्वारा पहचाने गए लर्निंग के सभी पांच प्रथम सिद्धांतों को लागू करता है अब प्रस्तुत किया गया है यह संभावित मॉडलों में से एक है यहां इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शनल यूनिट का एक क्रम होता है एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट एक विशिष्ट पाठ्यक्रम परिणाम या योग्यता से जुड़ी होती है पाठ्यक्रम के परिणाम की प्रकृति और जटिलता के आधार पर एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट को एक परिणाम के साथ जोड़ा जा सकता है या जब सीओ को दक्षताओं के एक सेट में विस्तारित किया जाता है तो एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट को एक योग्यता के साथ जोड़ा जा सकता है दोनों संभव हैं यह प्रशिक्षक पर निर्भर है इंस्ट्रक्शन वास्तव में कैसे बनाया गया है जैसा कि हमने एडीडीआईई मॉडल पर एक पिछली इकाई में देखा था काफी विकल्प हैं अनुदेशात्मक इकाइयों को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए इस पर निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षक के पास सामग्री के बारे में अपनी चर्चा ज्ञान का प्रयोग करने के लिए काफी अवसर हैं लेकिन इंस्ट्रक्शनल यूनिट एक विशिष्ट सीओ योग्यता से जुड़ी होती है इंस्ट्रक्शन में ही ऐसी इंस्ट्रक्शनल यूनिट का एक क्रम होता है यह इंस्ट्रक्शनल यूनिट के स्तर पर है कि हम लर्निंग के सभी पाँच प्रथम सिद्धांतों को लागू करते हैं इस तरह के एक मॉडल को पहले मॉड्यूल 2 में रेखांकित किया गया था अब हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे और देखेंगे कि यह मेरिल के लर्निंग के पांच पहले सिद्धांतों से कैसे संबंधित है या कैसे लागू होता है मेरिल के सिद्धांतों पर आधारित इंस्ट्रक्शनल यूनिट का आरेखीय निरूपण दिया गया है केंद्रीय विषय जिसके इर्द गिर्द इंस्ट्रक्शन के चरण होते हैं वह पाठ्यक्रम का परिणाम या योग्यता होगा उसके आसपास इंस्ट्रक्शन के 4 चरण होते हैं सक्रियण और प्रेरणा प्रदर्शन आवेदन जुड़ाव और एकीकरण यह मॉडल है और यह एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट के लिए मॉडल है कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी इस पर निर्भर करता है कि इंस्ट्रक्शनल यूनिट कैसे डिज़ाइन की गई है मेरिल के सिद्धांतों में कार्य की भूमिका निभाती है इंस्ट्रक्शन के सभी 4 चरण एक विशिष्ट कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के संदर्भ में होते हैं लर्निंग इस कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के इर्द गिर्द केंद्रित है और छात्रों से जिन कार्यों को हल करने की उम्मीद की जाती है वे इसे दर्शाते हैं इसका मतलब है कि वास्तविक कार्य जो प्रशिक्षक प्रस्तुत करता है वह अनिवार्य रूप से कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी पर आधारित है जो प्रासंगिक है यह विशेषता मेरिल के लर्निंग के टास्क सेंटर्ड प्रिंसिपल पर आधारित है लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करता है और लर्निंग एक बहुत ही विशिष्ट योग्यता और आवेदन प्रदर्शन सक्रियण और प्रतिबिंब के संदर्भ में होता है सभी इस सीओ पर केंद्रित होते हैं यह एक कार्य की भूमिका निभाता है और मेरिल का टास्क सेंटर्ड प्रिंसिपल यहां कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी सेंटर्ड प्रिंसिपल के रूप में लागू किया गया है इंस्ट्रक्शन का पहला चरण अटेंशन और एक्टिवेशन है यह एक अतिरिक्त घटक के साथ मेरिल का सक्रियण चरण है जो अटेंशन है यह अटेंशन मेरिल के सिद्धांतों में निहित है लेकिन हम इस इंस्ट्रक्शनल मॉडल में इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं और यह अनिवार्य रूप से एक लर्निंग का सिद्धांत है जो बताता है कि इससे पहले कि हम वास्तविक निर्देश यहां तक कि एक्टिवेशन शुरू करें पहले हमें शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए हमें शिक्षार्थियों को इस विशेष कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी की प्रासंगिकता को दिखाना चाहिए हमें शिक्षार्थियों को कक्षा के साथ संलग्न करना चाहिए जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि प्रशिक्षक को पहले छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो प्रेरक कहानियों उदाहरणों केस स्टडी सिमुलेशन case studies simulations के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है सभी संभव हैं इससे पहले कि हम इंस्ट्रक्शन के चरण मैं आगे बढ़ें प्रशिक्षक यह बता सकता है कि यह विशेष कमपेटेंसी उनके पेशे के लिए कैसे प्रासंगिक है वे उपयुक्त केस स्टडी प्रस्तुत कर सकते हैं वे जिस विशिष्ट क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके आधार पर वे विभिन्न उदाहरण दे सकते हैं छात्रों को कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी की प्रासंगिकता को समझने दें यह बहुत महत्वपूर्ण है अक्सर ऐसा होता है कि कई छात्र किसी विशेष इंस्ट्रक्शनल यूनिट या यहां तक कि एक पाठ्यक्रम के अंत में शिकायत करते हैं कि हां मैं इसे करने में सक्षम हूं लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे इस कमपेटेंसी की आवश्यकता क्यों है इस कमपेटेंसी का मेरे पेशे से क्या संबंध है यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है और यह लर्निंग का बहुत अच्छा संकेत नहीं है अटेंशन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि छात्र इस इंस्ट्रक्शनल यूनिट की विशेष कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी की प्रासंगिकता को समझें इसके बाद एक्टिवेशन होता है जैसा कि मेरिल कहते हैं छात्रों को नई शिक्षा को किसी ऐसी चीज से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए जो वे पहले से जानते हैं प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों द्वारा एक उपयुक्तआवश्यकप्रासंगिक मानसिक मॉडल का आह्वान किया जाए पूर्व लर्निंग और आवश्यक मानसिक सक्रिय होते हैं उन्हें सतह पर लाया जाता है और यदि इस चरण में कुछ कठिनाई होती है तो प्रशिक्षक को कुछ अतिरिक्त समय बिताना पड़ सकता है छात्रों को कुछ चर्चा में शामिल करना यदि आवश्यक हो तो कुछ अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र नया निर्देश प्राप्त करने के लिए तैयार हैंI परिस्थितिजन्य प्रतिबंधों के आधार पर कभी कभी इस चरण में अधिक समय लग सकता है यदि छात्र पहले के सीखने से मानसिक मॉडल को याद करने में असमर्थ हैं तो प्रशिक्षक को छात्रों को इसे याद करने में मदद करने के लिए काफी अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है क्योंकि उस स्मरण के बिना नए ज्ञान को आत्मसात करना बहुत कठिन हो जाता है इसलिए एक्टिवेशन चरण बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि उल्लेख किया गया है परिदृश्य के आधार पर प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए मूल रूप से नियोजित की तुलना में काफी अधिक समय व्यतीत करना पड़ सकता है कि सभी शिक्षार्थी पहले के ज्ञान के आधार पर इस मानसिक मॉडल को याद करने में सक्षम हैं ऐसा करने के लिए विभिन्न अनुदेशात्मक घटकों का उपयोग किया जा सकता है हमने पिछली इकाइयों में विभिन्न प्रकार के अनुदेशात्मक घटकों को देखा है जो प्रशिक्षक के पास उपलब्ध हैं सीखने के संदर्भ की विशिष्टता के आधार पर प्रशिक्षक चुन सकता है प्रासंगिक निर्देशात्मक घटकों को यह क्यों समझाना प्रेरक कहानियां कक्षा चर्चा प्रश्नोत्तरी पुनरावर्तन क्षेत्र यात्रा कुछ प्रारंभिक डेटा एकत्र करना और डेटा विश्लेषण करना आदि हो सकता है यह एक प्रकार का ग्राफिक आयोजक उन्नत हो सकता है जहां सभी अवधारणाओं के अंतर्संबंधों को दिखाया गया है यह किसी प्रकार की समूह चर्चा हो सकती है यह शिक्षार्थियों द्वारा किसी प्रकार का स्मरण हो सकता है विभिन्न प्रकार के निर्देशात्मक घटक हो सकते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन यह आवश्यक है कि ध्यान आकर्षित किया जाए और साथ ही सभी शिक्षार्थी अपने पहले के सीखने के आधार पर एक उपयुक्त मानसिक मॉडल को सक्रिय करने में सक्षम हों जो इसे उपयुक्त बनाता है और शिक्षार्थियों को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करता है डेमोंसट्रेशन चरण नई जानकारी की प्रस्तुति को मेरिल इंफॉर्मेशन कहते हैं प्रासंगिक कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के आधार पर किसी समस्या के एक या अधिक उदाहरण यह दर्शाता है कि प्रस्तुत जानकारी को विशिष्ट स्थिति पर कैसे लागू किया जाता है इसे मेरिल चित्रण कहते हैं डेमोंसट्रेशन को बढ़ावा देने वाले कौशल के प्रकार के अनुरूप होना चाहिए जिसका अनिवार्य रूप से कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के संज्ञानात्मक स्तर के साथ साथ ज्ञान श्रेणी भी शामिल है शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी या एक आयोजन संरचना को विशिष्ट उदाहरणों से जोड़ने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए उन्हें बाद में मौजूदा ढांचे में इसे एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए लेकिन इसके लिए उन्हें पहले किसी नए ज्ञान के लिए किसी तरह का संगठन बनाने की जरूरत है जो उन्होंने हासिल किया है उन्हें सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट अनुप्रयोगों से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए प्रशिक्षक के पास निर्देशात्मक घटकों का विकल्प होता है कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी पर निर्भर करता है यह एक संवादात्मक व्याख्यान एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति सिमुलेशन पारंपरिक ब्लैक या व्हाइट बोर्ड और कुछ उदाहरण समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है कभी कभी यह एक फील्ड ट्रिप हो सकता है जहां कुछ प्रदर्शित किया जाता है यह प्रयोगशाला में कुछ गतिविधि हो सकती है जहां कुछ प्रयोग किए जाते हैं और परिणाम प्रदर्शित होते हैं यह फिर से ग्राफिक आयोजक या उन्नत ग्राफिक आयोजक हो सकते हैं इनमें से कोई भी निर्देशात्मक घटक कोई भी मिश्रण संभव है यह पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ साथ प्रशिक्षक का विशेषाधिकार है कि वह प्रासंगिक निर्देशात्मक घटकों को चुनें और उन्हें कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी द्वारा इंगित आवश्यकताओं के अनुसार मिलान करें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमोंसट्रेशन कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के अनुरूप है संगत दोनों संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्तर के साथ साथ ज्ञान की श्रेणी के संदर्भ में अन्यथा मॉडल काफी लचीला है और प्रशिक्षक के पास काफी स्वतंत्रता है और वास्तव में प्रासंगिक निर्देशात्मक घटकों को चुनने की जिम्मेदारी है फिर अप्लाई एंगेज applyengage जिसे मेरिल अप्लाई कहता है यही वह चरण है जिसमें शिक्षार्थियों द्वारा नए अर्जित ज्ञान को लागू किया जाता है शिक्षार्थियों को नए अर्जित ज्ञान के साथ जुड़ना चाहिए लागू करना चाहिए और योग्यता के अनुरूप समस्याओं को हल करने के लिए कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए एक बार फिर जब हम कहते हैं कि समस्या हल करें तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक प्रक्रिया का अनुप्रयोग है यह कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी पर निर्भर करता है यह समझा जा सकता है कि किस मामले में एक नया उदाहरण दिया गया है शिक्षार्थियों को उस वर्ग को सही ढंग से वर्गीकृत करने में सक्षम होना चाहिए जिससे नया उदाहरण संबंधित है वर्गीकरण समझने की उप प्रक्रियाओं में से एक है यदि शिक्षार्थी एक नए उदाहरण को सही ढंग से वर्गीकृत करने में सक्षम है जो समझने की योग्यता को प्रदर्शित करता है जब हम कहते हैं कि किसी समस्या का समाधान करें तो हम इसका व्यापक अर्थ में उपयोग कर रहे हैं कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के अनुरूप शिक्षार्थियों को किसी समस्या को हल करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए एक सामान्य अर्थ में कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के लिए प्रासंगिक इसलिए शिक्षार्थी को डेमोंसट्रेशन के बाद न्यूनतम समय अंतराल के साथ नई जानकारी और कौशल के साथ जुड़ना चाहिए यह मेरिल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अक्सर कक्षा के परिदृश्य में कुछ प्रशिक्षक इसे याद कर सकते हैं यदि नए ज्ञान के अधिग्रहण और शिक्षार्थियों द्वारा उसके अनुप्रयोग के बीच एक लंबा अंतराल है तो सीखने को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है जितनी जल्दी शिक्षार्थी अपने नए अर्जित ज्ञान का उपयोग करके समस्या से जुड़ना शुरू करते हैं पढ़ाई अच्छी होगी प्रशिक्षक द्वारा डेमोंसट्रेशन और शिक्षार्थियों द्वारा आवेदन के बीच का अंतर जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए संभव हो तो 20 से 25 मिनट जितना भी कम हो यदि संभव हो तो कुछ मामलों में यह वास्तव में संभव नहीं हो सकता है लेकिन यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी नई जानकारी प्राप्त करने के बाद जितनी जल्दी हो सके पूरे कार्य में संलग्न हों शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए अपने नवनिर्मित मानसिक मॉडल की शुद्धता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए या तो आंतरिक या सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए फिर से कोर्स आउटकम और कमपेटेंसी के आधार पर शिक्षार्थियों को उचित प्रतिक्रिया प्रदान की जानी चाहिए यह भी यथासंभव तत्काल होना चाहिए डेमोंसट्रेशन आवेदन और प्रतिक्रिया सीखने के लिए वास्तव में गहरा होने के लिए उनके बीच बहुत कम अंतराल होना चाहिए प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक नई समस्या के लिए अपने ज्ञान को लागू करने की क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद शिक्षार्थियों को जल्द से जल्द उचित प्रतिक्रिया प्रदान की जाए एक बार जब शिक्षार्थी समस्या से जुड़ जाते हैं तो उन्हें यथाशीघ्र प्रतिपुष्टि प्राप्त करनी चाहिए यह समस्या से जुड़ा एक प्रश्नोत्तरी एक सत्रीय कार्य या एक लघु अवधि का पेपर हो सकता है छात्रों को समस्या से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वास्तविक तकनीक की प्रकृति जो भी हो प्रतिक्रिया यथासंभव छोटे अंतराल पर प्रदान की जानी चाहिए कोचिंग संकेत देना लर्निंग में सुधार कर सकता है लेकिन कोचिंग को धीरे धीरे वापस लेना चाहिए प्रारंभिक चरणों में शायद अधिक व्यापक कोचिंग समस्याएं वास्तव में कम जटिलता की हैं लेकिन कोचिंग अधिक व्यापक है लेकिन जैसे जैसे शिक्षार्थी अपने ज्ञान को अधिक जटिल समस्याओं पर लागू करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है कोचिंग को धीरे धीरे वापस लेना चाहिए उद्देश्य यह होगा कि अंत में छात्र प्रशिक्षक द्वारा शून्य कोचिंग के साथ जटिल समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम हों यह उन कार्यों की प्रगति होनी चाहिए जिन पर छात्र काम करते हैं हमारे पास काफी विविध प्रकार के निर्देशात्मक घटक हैं जिन्हें प्रशिक्षक द्वारा उठाया जा सकता है नोट बनाना सारांशीकरण व्यक्तिगत समस्या समाधान अभ्यास अभ्यास समस्याओं के अर्थ में समूह समस्या समाधान रिपोर्ट लेखन प्रस्तुतीकरण समूह चर्चा आदि विभिन्न प्रकार के निर्देशात्मक घटक संभव हैं सीओ और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षक को इन निर्देशात्मक घटकों का एक उपयुक्त मिश्रण चुनना होता है मेरिल का इंटीग्रेशन चरण अनिवार्य रूप से शिक्षार्थियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए साथियों के साथ चर्चा करनी चाहिए अपने नए अर्जित ज्ञान और कौशल की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें अपने मौजूदा मानसिक मॉडल से जोड़ना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि शिक्षार्थियों को अपने अर्जित ज्ञान को अधिक समय तक बनाए रखना है मेरिल ने यह भी उल्लेख किया है कि कई प्रयोगों में यह प्रदर्शित किया गया है कि जब छात्र नए अर्जित ज्ञान पर प्रतिबिंबित करने में सक्षम होते हैं जब वे अपनी बात का बचाव करने में सक्षम होते हैं जब वे सार्वजनिक डेमोंसट्रेशन करने में सक्षम होते हैं जब वे अपने सहयोगियों के साथियों के काम की आलोचना करने में सक्षम होते हैं वे अपने मौजूदा मानसिक ढांचे में नए ज्ञान को बेहतर ढंग से एकीकृत करने में सक्षम हैं ऐसे मामलों में शिक्षार्थी इसे अधिक समय तक बनाए रखने में सक्षम होते हैं यदि इस लर्निंग और बाद के चरण के बीच यह आकलन करने के प्रयास के बीच एक लंबा समय अंतराल है कि वे किस हद तक याद कर रहे हैं तो संभव है कि छात्र कुछ विशिष्ट विवरण भूल जाएं लेकिन यह पाया गया है कि व्यापक अनुप्रयोग संदर्भ सिद्धांत ज्ञान की प्रमुख विशेषताएं छात्रों द्वारा अधिक लंबी अवधि के लिए बनाए रखी जाती हैं जब वे इस तरह का प्रतिबिंब करते हैं प्रशिक्षकों को शिक्षार्थियों को इस इंटीग्रेशन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए यह बहुत जरूरी है निर्देशात्मक घटक फिर से हो सकते हैं कक्षा में चर्चा समूह चर्चा प्रश्नोत्तरी और सारांश वास्तव में एक और अच्छी बात यह हो सकती है कि एक पत्रिका को बनाए रखा जाए जिसमें वे अपने प्रतिबिंबों को दर्ज करें निःसंदेह प्रशिक्षक को विद्यार्थियों को पत्रिकाओं को लिखने और बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ सकता है क्योंकि वे सभी परिचित नहीं हो सकते हैं वास्तव में कई निर्देशात्मक घटकों के साथ प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना पड़ सकता है कि छात्र उस घटक से परिचित हैं यह कैसे करना है इसलिए यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी पड़ सकती है इसका उपयोग करने के तरीके पर छात्रों को अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्देश और यह चरण अनिवार्य रूप से वह है जहां अर्जित किए गए नए ज्ञान का समेकन होता है इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसे प्रशिक्षक द्वारा उचित रूप से संभाला जाना चाहिए इंस्ट्रक्शनल यूनिट की संरचना जिसकी हमने पहले मॉड्यूल 2 में चर्चा की थी यहां दिखाई गई है सबसे पहले हमारे पास योग्यता विवरण या पाठ्यक्रम परिणाम का विवरण है फिर अटेंशन एक्टिवेशन फिर हमारे पास एक चक्र है डेमोंसट्रेशन के बाद एप्लीकेशन इस चक्र को कितनी बार दोहराया जाता है यह पूरी तरह से पाठ्यक्रम के परिणाम या योग्यता पर निर्भर करता है और प्रशिक्षक द्वारा तय किया जाता है डेमोंसट्रेशन और एप्लीकेशन का यह विभाजन प्रशिक्षक के द्वारा और अंत में इंटीग्रेशन चरण द्वारा तय किया जाता है जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है इंस्ट्रक्शनल यूनिट को पाठ्यक्रम के परिणाम से जोड़ा जा सकता है या यदि पर्याप्त गुंजाइश और जटिलता है तो इसे एक विशिष्ट योग्यता से भी जोड़ा जा सकता है यानी डेमोंसट्रेशन एप्लीकेशन चक्र पाठ्यक्रम के परिणाम के स्तर पर या योग्यता के स्तर पर हो सकता है यह फिर से प्रशिक्षक का विवेक है और यह जिसे हमने पहले खोजा था अब हम देख सकते हैं कि यह मूल रूप से मेरिल के मॉडल से लिया गया है यह मेरिल के सीखने के पांच पहले सिद्धांतों को लागू करता है इस प्रकार यह इंस्ट्रक्शनल यूनिट संरचना पहले प्रस्तुत की गई थी यह उदाहरण पिछली इकाई मॉड्यूल 2 से भी लिया गया है आप देख सकते हैं कि यहां एक सी ओ है और वह योग्यता है कि डिजाइन प्प्रेसीजन रेक्टिफायर और डीसी वोल्टेज रेगुलेटर कितने घंटे और विशेष सी ओ भी निर्दिष्ट है फिर यह प्रासंगिकता के माध्यम से जाता है जिसे अनिवार्य रूप से हम अटेंशन कहते हैं यानी छात्रों को यह स्पष्ट करना कि यह विशेष योग्यता उनके पेशे के लिए कैसे प्रासंगिक है इसे बहुत विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह केवल 3 मिनट के लिए है लेकिन यह ठीक है अनिवार्य रूप से यह है कि छात्र अपने पेशे के लिए जो सीख रहे हैं उसकी प्रासंगिकता देखते हैं प्रासंगिकता फिर एक्टिवेशन फिर हमारे पास डेमोंसट्रेशन 1 एप्लीकेशन 1 है फिर हमारे पास फिर से डेमोंसट्रेशन 2 एप्लीकेशन 2 है इसमें शामिल विशिष्ट योग्यता के आधार पर अधिक चक्र हो सकते हैं इस उदाहरण में हमारे पास केवल दो चक्र हैं डेमोंसट्रेशन 1 एप्लीकेशन 1 के बाद डेमोंसट्रेशन 2 एप्लीकेशन 2 है फिर एक इंटीग्रेशन चरण है और यहां प्रशिक्षक ने इंटीग्रेशन चरण को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देशात्मक घटक के रूप में चर्चा का उपयोग करना चुना है सटीक सुधार और वोल्टेज विनियमन सहित दो महत्वपूर्ण सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों को प्राप्त करने में एक ऑप एम्प के आसपास प्रतिक्रिया की भूमिका पर चर्चा करें और चयनित मोड चर्चा है इस प्रकार इंस्ट्रक्शनल यूनिट को मेरिल के पांच शिक्षण सिद्धांतों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया है आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से या आप परिचित हैं एक चुनी हुई योग्यता के लिए एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट विकसित करें ये अभ्यास पहले की इकाई में भी थे लेकिन अब विशेष रूप से मेरिल के सीखने के सभी पाँच प्रथम सिद्धांतों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यदि संभव हो तो वास्तव में उपयुक्त मेरिल के सिद्धांत को उन विशिष्ट घटकों से जोड़ते हैं जिन्हें आप डिजाइन कर रहे हैं और विशिष्ट निर्देशात्मक घटक जो आप चुनते हैं यदि आप इस बात का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि यह उस विशेष मेरिल के सिद्धांत को कैसे सुगम बनाता है तो यह बहुत मददगार होगा यह दिखाने का एक अच्छा तरीका होगा कि कैसे मेरिल के सिद्धांत प्रकृति में निर्देशात्मक हैं इस अर्थ में वे निर्देश के डिजाइन में कैसे मदद करते हैं बस वे न केवल वर्णन करते हैं कि वहां क्या है बल्कि यह बताता है कि वहां क्या होना चाहिए यह प्रकृति में निर्देशात्मक है और इस तरह का अभ्यास करने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि निर्देश को डिजाइन करने के लिए मेरिल के सीखने के पांच पहले सिद्धांतों का उपयोग कैसे करें अभ्यास के परिणाम को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम प्रत्यक्ष निर्देश के सिद्धांतों को समझेंगे निर्देशात्मक डिजाइन का एक शास्त्रीय मॉडल शायद एक जिससे हम में से अधिकांश परिचित हैं लेकिन फिर भी हम इसे और अधिक व्यवस्थित तरीके से देखने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष निर्देश के मूल घटक क्या हैं इसकी ताकत क्या है और सीमाएं और वे कौन से सिद्धांत हैं जिन पर प्रत्यक्ष निर्देश दिया गया है हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद और हम अगली इकाई के साथ आपसे मिलेंगे